सेल कल्चर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान श्रृंखला मैं आपका स्वागत है अब तक हमने आधे पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया और इस दौरान हमने यह जानने और समझने की कोशिश की कोशिकाओं को बाहर कैसे विकसित किया जाए यदि आप पिछली कक्षा को याद करें जहां पर हमने एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला था कि कैसे rods अथवा cone कोशिकाएं या rods अथवा cone न्यूरॉन के फोटोरिसेप्टर समानता प्रयोग किए जाने वाले सबस्ट्रेट Poly D Lysine की तुलना में Concanavalin substrate से जुड़े होते हैं कोशिकाओं के बीच ज्यादातर इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन होते हैं क्योंकि Poly D Lysine पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वह नकारात्मक चार्ज कोशिका सत्ता के साथ संधि करते हैं यही कोशिका और उसके सबस्ट्रेट के लगाव का मूल कारण होता है I इसके विपरीत जब हमने Concanavalin के बारे में बात की तो इसके बारे में हमने यह सराहना की वह एक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है पर यदि आप कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन के साथ इस धारणा के साथ COAT करते हैं कि जिन कोशिकाओं को आप अलग कर रहे हैं उनमें बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट moieties सबस्ट्रेट की सतह पर सच होते हैं और वह स्वचालित रूप से कोशिकाओं के बीच खुद ब खुद फंस जाते हैं या Concanavalin के साथ अलग अलग बिंदुओं पर लगाव कर लेते हैं यहां पर पिछले हफ्ते से चले आ रहे इस व्याख्यान को यहां समाप्त करते हैं इससे पहले कि आज हम आगे बढ़े हमें यह जानने की कोशिश कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर की और आगे क्या पढ़ना है मैं एक आवश्यक पहलू बताने की कोशिश करुंगा जो कि मैंने शुरुआत में भी बताया था इस तरह की पेशकश करने के समय हमेशा यह सवाल आता है कि एक व्यावहारिक पाठ्यक्रम को आप कक्षा में किस तरह से सिखा सकते हैं मेरा जवाब है कि एक व्यवहारिक पाठ्यक्रम है लेकिन इसके बहुत से पहले हैं जो कि आप practical करने के पहले सीख सकते हैं यदि कोई व्यक्ति इस तकनीक की शक्ति को व्यवस्थित रूप से जानता है और इसके उपरांत सिद्धांत की मदद से प्रैक्टिकल में प्रयोगो को डिजाइन करने में पारंगत प्राप्त कर सकता है आइए आज हम इस स्थिति का जायजा लेंगे और वहां से हम एक एक करके धीरे धीरे अनेक शंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे हमारे आगे अभी भी 20 लेक्चर कोड बाकी है इसमें हम इस कोर्स को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आगे हम इसकी मदद सेऔर क्या नया कर सकते हैं आज हम पांचवी सप्ताह के पहले लेक्चर पर है जब भी कोशिकाओं के बारे में जिक्र करते हैं तो आमतौर पर CELL न्यूक्लियस और ORGANELLE का उदाहरण देते हैं I पिछले हफ्ते हमने CELL और उसके SUBSTRATE के बारे में विस्तृत रूप से जिक्र किया था I इसके उपरांत CELL के विकास में CELL MEDIUM के महत्व के बारे में बताया था कोशिकाएं दो स्रोतों से आती है पहली सीधे एक जानवर से आ सकते हैं जिसे हम प्राइमरी कोशिकाएं कहते हैंऔर दूसरे को CELL LINE कहते हैं जो कि जानवरों की उत्तक से SUBCULTURING द्वारा प्राप्त की जाती है यह जानवरों के संदर्भ में हम मनुष्य को भी उदाहरण के तौर पर पेश कर सकते हैं हम पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिकाओं को अनंत संख्या में पैदा कर सकते हैं लेकिन आप इसे असीमित CELL CYCLE नहीं कह सकते हैं यहां पर एक बात बहुत गंभीर रूप से समझनी होगी कि हम GASEOUS EXCHANGE की मदद से pH BALANCE को कैसे नियंत्रण किया जाए जोकि CELL CULTURE MEDIUM का हिस्सा है अगर आपको याद हो तो हमने SUBSTRATE अथवा अनेक प्रकार के सिंथेटिक जैविक मूल के SUBSTRATE बारे में ज़िक्र किया था और हमारे पास यहां पूरी विस्तृत सूची है जिस पर हम पहले कर काम कर चुके हैं अब इस SUBSTRATE अवधारणा से एक नई अवधारणा की शुरुआत होती है यह हमारा CELL STOCK है और हमें अभी यह मान के चलना होगा कि हमारे पास जो भी है बस यही है हम क्या कर सकते हैं अभी तक हमने क्या किया और यहां से हमें यह सोचना है कि हमें आगे और क्या करना है जिससे कुछ और भरोसा उत्पन्न हो सब्सट्रेट के संदर्भ में अगले स्तर की उन्नति जहां दुनिया में कई लोग सब्सट्रेट इंजीनियरिंग मैं पिछले 2 से 3 दशकों से काम कर रहे हैं और यह क्षेत्र वास्तव में एक अलग आयाम दे रहा है यह अगले स्तर की उन्नति है जिसे हमने निपटने जा रहे हैं हमने अब तक सब्सट्रेट के बारे में बात की और अब हम इंजीनियरिंग सबस्ट्रेट के बारे में बात करेंगे I जब हम इंजीनियरिंग सबस्ट्रेट की बात करेंगे तब हम इंजीनियरिंग सबस्ट्रेट IN 2 DIMENSION अथवा इंजीनियरिंग सबस्ट्रेट IN 3 DIMENSION की चर्चा करेंगे I अभी तक हमने सबस्ट्रेट की चर्चा की है लेकिन अभी तक हमने मीडियम डेवलपमेंट की बात नहीं की जिसके बारे में आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे लेकिन अभी हमें यह जानने की आवश्यकता है की MEDIUM DEVELOPMENT मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज DEFINED MEDIA है I कभी कभी लोग DEFINED MEDIA को SERUM FREE MEDIA भी कहते हैं जो कि मेरी नजर से बिल्कुल सटीक नहीं है परंतु दोनों मीडिया के गुणों में काफी समानता है I इस संदर्भ में कुछ प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे मीडिया के संदर्भ में हमें बहुत सारी चीजों को समझना होगा लेकिन अभी हम लोगों अब तक मीडिया की अवधारणा को समझने की शुरुआत नहीं की है I इस संदर्भ में भी प्रश्न होते हैं कि क्यों और यहां कैसे